हैल्लो दोस्तों तो हम लंबे समय के बाद मिले हैं और मुझे आशा है कि आप पाठ्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे अब आज मैं असाइनमेंट 1 पर चर्चा करने जा रहा हूं और यदि समय अनुमति देता है तो असाइनमेंट 2 अब मैंने असाइनमेंट को थोड़ा कठिन निर्धारित किया है क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की प्रोब्लेम्स को करने से ही आपको सिद्धांत या अवधारणाओं की बेहतर समझ मिलेगी जो हमने वास्तव में व्याख्यान के दौरान चर्चा की थी इसलिए एक के बाद एक मैं अब पूरे असाइनमेंट पर चर्चा करूंगा तो पहली प्रॉब्लम यह थी कि MEMS सेंसर के लिए सही कार्य प्रवाह को चिह्नित करें और MEMS सेंसर के लिए जो हम जानते हैं कि सबसे पहले जैसे कि एक MEMS बल सेंसर के लिए कहें यह बाहरी बल की तरह होगा और वह बाहरी बल किसी पर लागू होगा या किसी गतिशील संरचना पर कार्य करेगा और फिर उस बाहरी बल के कारण कुछ विक्षेपण होगा और फिर हम इस विक्षेपण को किसी इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल तरीके से मापेंगे और फिर हम लागू बल की गणना कर सकते हैं अत सही विकल्प c है अब अगला प्रश्न स्केलिंग से है वह यह है कि २७५६ मिली न्यूटन प्रति मीटर के सतह तनाव वाले द्रव पर २५०० किग्रा प्रति मीटर घन घनत्व वाले ग्लास क्यूब की क्रांतिक लंबाई क्या है अब उछाल की उपेक्षा की जाएगी अब यह प्रॉब्लम लगभग समान या बिल्कुल समान है बस मान उस प्रॉब्लम से भिन्न हैं जिस पर हमने व्याख्यान के दौरान चर्चा की थी तो लेकिन फिर भी हम समाधान करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ दो अलग अलग बल हैं एक mg है ब्लॉक का वजन जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है और फिर हमारे पास सतह तनाव बल है जो गामा S है और वह ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और हम उछाल की उपेक्षा कर रहे हैं अब क्रांतिक लंबाई पर जहां वास्तव में ये दोनों बल समान होंगे जब गामा S mg के बराबर होता है और तब हम जानते हैं कि S बराबर है 4L के इसलिए क्योंकि यह ब्लॉक है और व्याख्यान प्रॉब्लम की तरह ही यह 4 L है जहां L ब्लॉक की प्रत्येक साइड है mg में m क्या है m घनत्व X आयतन के बराबर है तो घनत्व rho है और ब्लॉक का आयतन L घन है इसलिए गुणा g और फिर यदि हम सभी चीजों को एक साथ रखते हैं तो हम पाएंगे कि L वर्ग बराबर है 4 गामा rho गुणा g से विभाजित है या L बराबर है 4 गामा बटा rho g के वर्गमूल के और अगर हम गामा को 2756 के बराबर रखते हैं तो यहां आपको इकाइयों के साथ बहुत सावधान रहना होगा तो यह 2756 मिली न्यूटन प्रति मीटर के लिए है अब इसका मतलब है कि यह 2756 गुणा 10 पावर माइनस 3 न्यूटन प्रति मीटर है इसलिए हम सब कुछ SI यूनिट में कर रहे हैं इसलिए तदनुसार हमें सभी मानों को भी एक प्रकार की इकाई में बदलने की आवश्यकता है फिर g बराबर 98 मीटर प्रति सेकंड वर्ग में और rho को 2500 किग्रा प्रति मीटर क्यूब के रूप में दिया जाता है तो अगर आप इन सभी मानों को रख दें तो हमें L बराबर 212 मिली मीटर मिलेगा अब अगला सवाल यांत्रिकी से है और हम यहां क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 बीम हैं जो समानांतर में जुड़े हुए हैं और मास उसी से जुड़ा है है और हमारे पास बीम की लंबाई L चौड़ाई के रूप में W और गहराई H के रूप में होगी अब बीम सामग्री की एलास्टिसिटी E है इस तरह की प्रणाली के लिए समकक्ष स्प्रिंग स्थिरांक क्या होगा चूंकि बल इस वार्ड को लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करता है और फिर यह केवल अक्षीय तनाव है और अक्षीय तनाव के लिए हम जानते हैं कि किसी एकल बीम के लिए जो हमने व्याख्यान वीडियो के दौरान चर्चा की है कि K बराबर है WHEL के अब दोनों बीम समान हैं इसलिए दोनों बीमों का K मान समान है और वे समानांतर में जुड़े हुए हैं इसलिए यदि वे समानांतर में जुड़े हुए हैं तो यह ठीक समानांतर स्प्रिंग की तरह है तो वे समानांतर में जुड़े 2 स्प्रिंग्स की तरह हैं और फिर हम कहते हैं कि हम इसे खींच रहेे है यह स्थिर छोर है अब इस मामले के लिए हम जानते हैं कि समतुल्य स्प्रिंग स्थिरांक K 2 K के बराबर है जिसकी चर्चा हमने व्याख्यान के दौरान भी की थी तो यहाँ सही विकल्प 2 WHE बटा L है तो अगले प्रश्न में भी स्केलिंग से संबंधित है या यह अंदाजा लगाने के लिए कि सतह और आयतन कैसे संबंधित है अब इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक माचिस की डिब्बी है और प्रत्येक माचिस की तीली 50 मिली मीटर लंबी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मिली मीटर वर्ग है अब यह भी मान लें कि प्रत्येक माचिस की तीली को प्रज्वलन के लिए 1 मिली मीटर सतह कोटिंग की आवश्यकता होती है अर्थात माचिस के इस तरफ हमें कम से कम 1 माचिस की तीली के लिए 1 मिली मीटर वर्ग कोटिंग की आवश्यकता होती है अब माचिस की डिब्बी का आकार 50 मिमी × 30 मिमी × 4 मिमी है तो सवाल यह है कि क्या माचिस की तीली को घेरने के लिए पर्याप्त ज्वलनशील क्षेत्र है तो आप देख सकते हैं कि सही उत्तर है हां हमारे पास पर्याप्त क्षेत्र है लेकिन आइए इसकी गणना करें बॉक्स V का आयतन L गुणा b गुणा h के बराबर होता है और यह 50 × 30 × 4 के बराबर होता है यानी प्रत्येक छड़ी का लगभग 6000 मिली मीटर घन आयतन आता है तो यह प्रत्येक डिब्बे का आयतन है अब प्रत्येक छड़ी का आयतन 50 × 4 मिली मीटर वर्ग के बराबर है इसलिए 50 × 4 यानी 200 मिली मीटर घन के बराबर है अब यह संलग्न कर सकता है तो छड़ी की संख्या 30 के बराबर होती है और हम जानते हैं कि एक विशेष छड़ी को 1 मिली मीटर वर्ग की आवश्यकता होती है तो 30 स्टिक की जरूरत है 30 मिली मीटर वर्ग के इग्निशन क्षेत्र के बराबर 30 × 1 से 30 मिली मीटर वर्ग है अब इस साइड का क्षेत्रफल कितना हो सकता है तो यह पार्श्व क्षेत्र है यह 50 और 4 है तो लंबाई L 50 है और ऊंचाई 4 मिली मीटर है तो उपलब्ध क्षेत्रफल 50 × 4 200 मिली मीटर वर्ग के बराबर है जो कि 30 मिली मीटर वर्ग से अधिक है तो हमारे पास सभी छड़ियों को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है अब यह प्रश्न फिर से स्केलिंग से संबंधित है और यह एक साधारण गणित है जो हमें करने की आवश्यकता है तो यहाँ हमने आवृत्ति सूत्र दिया है कि आवृत्ति f बराबर है 1 बटा 2 pi गुणा k बटा m का वर्गमूल और यह भी आप स्प्रिंग मास सिस्टम से जानते हैं तो प्राकृतिक आवृत्ति 1 बटा 2 pi गुणा k बटा m का वर्गमूल है जहाँ k कठोरता है और m मास है अब यहाँ आप देखते हैं कि मैंने उस प्रभावी मास का उल्लेख किया है तो आपको जो समझने की आवश्यकता है वह वास्तविक मास और प्रभावी मास है जबकि कंपन या लंपड मास समान नहीं है कठोरता के कारण यह जड़ता में भी योगदान देता है तो उसके कारण कंपन के दौरान कठोर प्रभावी मास या लम्प मास और सिस्टम का वास्तविक मास समान नहीं हो सकता है लेकिन उस मामले में हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बॉडी मास का वास्तविक मास और प्रभावी मास केवल एक स्थिरांक से संबंधित होता है तो मामला यह नहीं है तो हमने उल्लेख किया है कि हम केवल अनुप्रस्थ कंपन पर विचार करेंगे अनुप्रस्थ कंपन का अर्थ है कि कैंटिलीवर इस तरह है कि एक तरफ यह स्थिर है और दूसरी तरफ मैं सिर्फ अनुप्रस्थ बल लागू कर रहा हूं तो यह अनुप्रस्थ कंपन है और अनुप्रस्थ कंपन के लिए हम जानते हैं कि कठोरता स्थिरांक हम इसे कहते हैं KT 3YI या 3EI के बराबर है जहां Y यंग मापांक बटा L क्यूब है जहां I जड़ता का रैखिक क्षण है हम जानते हैं कि I बराबर b h क्यूब बटा 12 है अगर हम इसे डाल दें तो यह KT Ybh क्यूब बटा 4 L क्यूब के बराबर हो जाता है अब अल्फा और बीटा जैसे दोनों मामलों के लिए एक मामला यह केवल b h l है और दूसरा मामला हम स्केलिंग कारक अल्फा और बीटा से गुणा कर रहे हैं तो K1 जहां हम इसमें कुछ भी गुणा नहीं कर रहे हैं वह स्केलिंग फैक्टर है वहां यह Y b h क्यूब बटा 4 l क्यूब और K2 होगा जहां हम स्केलिंग फैक्टर से गुणा कर रहे हैं फिर बीटा b हो जाता है जो हो जाता है अल्फा b और h बीटा h हो जाता है तो यह अल्फा बी गुणा बीटा h पूरे का क्यूब बटा 4 L क्यूब बन जाएगा तो K1 बटा K2 1 बटा अल्फा बीटा क्यूब के बराबर है अब मास्सेस का अनुपात क्या है तो मास m1 बटा m2 रो गुणा आयतन के बराबर है आयतन पहले मामले में lbh है और दूसरे मामले में यह l गुणा alpha b गुणा बीटा h है तो यह १ बटा अल्फा बीटा हो जाता है तो f1 बटा f2 1 बटा 2 pi रद्द हो जाएगा और फिर आपको K1 बटा K2 गुणा m2 बटा m1 का वर्गमूल मिलेगा और वह 1 बटा अल्फा बीटा क्यूब गुणा अल्फा बीटा के वर्गमूल के बराबर है और जो आपको १ बटा बीटा देता है और बीटा का उल्लेख १० की पावर माइनस 4 के रूप में किया गया था तो १ बटा बीटा १० की पावर 4 होगा सही विकल्प सी है अब अगला प्रश्न बहुत सरल है वास्तव में हमने दो अलग अलग मामलों के लिए कपसिटंस और बल की गणना करने के लिए कहा है फिर से बस यूनिट को मीटर से माइक्रो मीटर में बदलकर अब इन प्रश्नों का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आप उत्तर में देखेंगे कि जबकि बल समान है कपसिटंस अलग है लेकिन फिर भी बल समान है और हम अभी गणना करेंगे तो हम जानते हैं कि C एप्सिलोन0 A बटा d के बराबर है मान लिजिये हम फ्री स्पेस ले रहे है C एप्सिलोन0 A बटा d के बराबर हैऔर बल कैपेसिटर में संग्रहीत ऊर्जा के ddg g का मतलब गैप के माइनस के बराबर है और यह आधा C V वर्ग के बराबर है अतः इसे g भी लिख लीजिये इसलिए यदि आप गणना करते हैं जैसे C फिर से एप्सिलोन0 A बटा g के बराबर है तो हमें माइनस मिलेगा जो कैंसिल हो जायेगा इसलिए हमें १ बटा 2 गुणा एप्सिलोन0 A बटा g का वर्ग और ऊपर V का वर्ग मिलेगा जो कि बल है अब जिस बिंदु को मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं देखें कि C कपसिटंस के लिए ऊपर A है और नीचे केवल लम्बाई स्केल जो कि गैप है तो इकाई को बदलने जैसा स्केलिंग प्रभाव कपसिटंस को प्रभावित करेगा इसलिए यदि आप गणना करते हैं कि आप उन सभी मानों को जैसे यह क्षेत्रफल गैप और एप्सिलॉन0 को रखते हैं तो फिर आप पाएंगे कि बिना स्केलिंग के C ws बराबर है 885 X 10 की पावर माइनस 14 Farad के जबकि यदि आप इसे मीटर से माइक्रो मीटर तक बनाते हैं तो आपको C स्केलिंग 885 X 10 की पावर माइनस 20 के बराबर मिलेगी तो यहाँ बिंदु यह है कि आप देखते हैं 885 X 10 की पावर माइनस 21 तो यहाँ बिंदु यह है कि एक बार जब हम गणना करते हैं बिना स्केलिंग के तो आपको स्केलिंग के लिए फिर से पूर्ण गणना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि आप केवल मीटर से माइक्रो मीटर में बदल रहे हैं और उसके लिए ऊपर अतिरिक्त 10 की पावर माइनस 6 होगा तो वह यहाँ आया है और इसीलिए यह सिर्फ 10 की पावर माइनस 20 हो जाता है और यदि आप उन सभी एप्सिलॉन0 A और g का मान रखते हैं तो जो भी प्रश्न के अनुसार दिया जाता है तब आप पाएंगे कि बिना स्केलिंग के वह बल 110625 X 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन के बराबर है और स्केलिंग के साथ आपको गणना करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वही मान होगा क्योंकि A और g दोनों मीटर से माइक्रो मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ भी गणना करने की आवश्यकता नहीं है और हमें सीधे अच्छी तरह से उत्तर मिलता है तो यह प्रश्न संख्या 6 से 9 है अब गलत विकल्प चुनें तो इसमें आप जानते हैं कि 1 बटा rho बराबर है M बटा EI या 1 बटा rho बराबर है करवेचर की रेडियस के जो d2wdx2 के बराबर है ये सभी सही एक्सप्रेशन हैं लेकिन c सही एक्सप्रेशन नहीं है इसलिए यह उत्तर है अब दो कथन दिए गए हैं एक है बॉडी की खिचाव ऊर्जा है जो आधा सिग्मा एप्सिलॉन पर एकीकरण है सिग्मा एप्सिलॉन का अर्थ है आपका तनाव और खिचाव और दूसरा है कैस्टिग्लिआनो का प्रमेय और यदि आप व्याख्यान वीडियो देखते हैं तो दोनों विकल्प सही हैं दोनों कथन सही हैं इसलिए यह c है अब प्रश्न संख्या १२ वहाँ हम एक बीम पॉलीसिलिकॉन बीम दे रहे हैं जिसमें १७० G P a के यंग मापांक है और लंबाई १०० माइक्रोन चौड़ाई १० माइक्रोन है और ऊंचाई १५ माइक्रोन है अब इसमें 50 माइक्रो ग्राम का एक प्रूफ मास जुड़ा हुआ है जो फ्री एंड है जिसके परिणामस्वरूप एक निर्देशित बीम प्रकार की गति होती है तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि गति का पहले से ही निर्देशित के रूप में उल्लेख किया गया है और एक्सेलरेशन Y दिशा में लागू होता है मान लीजिए कि 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग और Z दिशा यह 15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है इसलिए यदि निर्देशित बीम के लिए स्प्रिंग स्थिरांक पहले से ही दिया गया है और आपने हमारे व्याख्यान वीडियो से भी देखा है तो यह 12 Y I बटा l घन है तो Y और Z दिशा में उत्पन्न विक्षेपण का परिमाण क्या होगा तो आप पहले से ही देख रहे हैं कि यह सही विकल्प है लेकिन आप गणना कैसे करते हैं तो उसके लिए बस यह वैसा ही है जैसे आपको सिर्फ फॉर्मूले लगाने की जरूरत है लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है तो वो कौन सी चीजें हैं सबसे पहले K बराबर 12 YI बटा L क्यूब है अब I बराबर b h घन बटा 12 है अब Y दिशा के लिए मैं सीधे उस b h क्यूब बटा 12 डाल सकता हूं तो यह ky बराबर है 12 12 रद्द हो जाएगा फिर Y b h क्यूब बटा l क्यूब के आप सभी मूल्यों को जानते हैं यदि आप उन मानों को रखते हैं तो आपको K बराबर 57375 न्यूटन प्रति मीटर मिलेगा तो एक बात आपको सावधान रहने की जरूरत है 170 GPa Y 170 GPa के बराबर है यानी 170 गीगा पास्कल या 170 X 10 पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के लिए तो सभी इकाइयाँ मीटर या न्यूटन या किलो में होंगी और b h और l की तरह सभी मान माइक्रो मीटर में दिए गए हैं तो आपको इसे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करके मीटर में बदलना होगा तो ऐसे अगर आप डालते हैं तो आपको K y मान मिलेगा हमने एक्सेलरेशन का उल्लेख किया है और विक्षेपण क्या हैं अब बल क्या है बल K y के बराबर है और मान लीजिए कि विक्षेपण y है तो ky×y अंततः मुझे y की गणना करने की आवश्यकता है और यह m × a के बराबर मास है जैसे कि प्रूफ मास ×एक्सेलरेशन तो प्रूफ मास है तो यह ५० माइक्रो ग्राम है तो मैं उस मान को a में डालूंगा मान लीजिये a एक्सेलरेशन है अब y दिशा में a 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है लेकिन यह m 50 माइक्रो ग्राम के बराबर है और मैंने देखा है कि कई छात्रों ने यह गलती की है कि यह ग्राम में परिवर्तित किया गया है तो यह ५० × १० की पावर माइनस ६ ग्राम है लेकिन हमें किलो में बदलने की जरूरत है क्योंकि यह SI इकाई है तो 10 की पावर माइनस 9 किलो ये चीजें सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः इसकी वजह से एक इकाई रूपांतरण आपका पूरा डिज़ाइन बदल जाएगा अब तो आप K y मान जानते हैं तो y बराबर है विक्षेपण के बराबर है m a बटा Ky तो m आप जानते हैं a आप जानते हैं और Ky आपने गणना की है तो अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको 01 माइक्रो मीटर मिलेगा अब Z दिशा के लिए भी यह सब समान है फिर मैंने Z दिशा के लिए भी यह प्रॉब्लम क्यों दी क्योंकि आपको यहां एक विशेष अवधारणा को समझने की जरूरत है जो कि Ky है जबकि बल इस दिशा में लागू होने पर यह चौड़ाई और h के साथ लंबवत है इसलिए जब I b h घन बटा 12 के बराबर है तो यह जड़ता अभिव्यक्ति की क्षेत्र मात्रा है जिसे मैं सीधे उपयोग कर सकता हूं लेकिन अगर मैं Z दिशा में बल लगाता हूं तो मैं इसकी चौड़ाई के साथ बल लगा रहा हूं और h वास्तव में लंबवत है तो उस स्थिति में I z b h घन बटा १२ नहीं है बल्कि h b घन बटा १२ है और उसके कारण K z बदल जाएगा अन्य सभी पद समान हैं Nm ms2 m 50 × 10 9 kg Nm µm तो यह Y h b क्यूब बटा l क्यूब होगा और यह 2550 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होगा तो बस Y से Z दिशा में बदलने से क्षेत्र की जड़ता प्रवृत्ति बदल जाती है और उसके कारण K z बदल जाता है और फिर आप उसी क्षेत्र को फिर से लागू करते हैं अब एक्सेलरेशन 15 मीटर प्रति सेकण्ड वर्ग होगा और मास समान है इसलिए यदि आप उन सभी मानों को रखते हैं तो Z में विक्षेपण मान लें कि Z बराबर m गुणा az बटा Kz के जो 029 माइक्रो मीटर के बराबर होगा तो यह सही उत्तर है अब अगली प्रॉब्लम यांत्रिकी और इसी तरह की प्रॉब्लम से भी है और आपको उन बिंदुओं के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है जिनका मैंने पिछली प्रॉब्लम में उल्लेख किया था आप देख सकते हैं कि 6 बीम हैं और वे सभी एक तरफ प्रूफ मास से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ स्थिर है अब इन सभी गतियों के लिए यह गति कैसी है आपने पिछली बार देखा था कि हमने कहा था कि यह निर्देशित बीम है लेकिन यहां हमने यहां नहीं बताया है लेकिन यह केवल गाइडेड बीम होगा क्योंकि इस छोर पर भी कोई ढलान नहीं होगा इस छोर पर भी और उसके कारण यह निर्देशित बीम कठोरता स्थिरांक है जिसे हम पहले से ही 12 Y I बटा l क्यूब जानते हैं जहां I b h घन बटा 12 के बराबर है और यहां आपको यह देखने की आवश्यकता है कि प्लेन की मोटाई 2 माइक्रोन है और प्लेन की चौड़ाई 8 माइक्रोन है और प्लेन की चौड़ाई प्लेन से बाहर की मोटाई 2 माइक्रोन है तो इस मामले में भी 8 माइक्रोन वास्तव में मोटाई है क्योंकि प्रूफ मास इस दिशा में आगे बढ़ रहा है फिर से हम कहते हैं Y यहाँ भी यह होगा जैसे हम Y को b h घन बटा 12 के बराबर लिखते हैं इसलिए 12 12 रद्द हो जाते हैं और फिर l घन लेकिन यह बल की दिशा के साथ साथ वास्तव में यह 8 माइक्रोन है तो अब h वास्तव में 8 माइक्रोन है और b वास्तव में 2 माइक्रो मीटर है तो और L पहले से ही आप 150 माइक्रोन जानते हैं और y को भी 169 G P a के रूप में दिया जाता है यदि आप उन मानों को रखते हैं तो आपको किलो मिलेगा लेकिन आइए हम सीधे समकक्ष की गणना करें जैसे कि K समतुल्यता तो K समतुल्यता कितना के बराबर होगा देखिए ये सभी बीम समानांतर में जुड़े हुए हैं क्योंकि इन सभी का विक्षेपण समान है तो K समतुल्य 6 k G के बराबर है और हमें अंततः Y दिशा में अंतिम विक्षेपण की गणना करने की आवश्यकता है तो हम प्रूफ मास जानते हैं इसलिए 50 माइक्रो ग्राम मास है फिर ५० माइक्रो ग्राम मास का अर्थ है फिर से m ५० गुणा १० की पावर माइनस ९ किलोग्राम यह ग्राम नहीं है यह किलो है तो अगर हम तो विक्षेपण y m गुणा g होगा g 98 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है जो 6 kG से विभाजित है यदि आप उन सभी मानों को रखते हैं तो आप सीधे यहां डाल सकते हैं कि m गुणा g को 6 Y b h क्यूब से विभाजित किया जा सकता है और शीर्ष पर आप l क्यूब डाल सकते हैं और फिर आपको मिल जाएगा m 50 × 10 9 kg ms2 159 µm तो यहां आप जानते हैं कि g 98 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के बराबर है आप जानते हैं कि l 150 माइक्रोन के बराबर है आप Y को 169 गीगा पास्कल के बराबर या 169 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग आप जानते हैं b 2 माइक्रोन के बराबर तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि b 2 माइक्रोन के बराबर है और h 8 माइक्रोन के बराबर है दूसरे तरीके से नहीं और अगर आप वो सारे मान डाल दें तो आपको 159 नैनो मीटर मिलेगा तो असाइनमेंट 1 के लिए बस इतना ही